नमस्कार यह आईआईटी कानपुर से जयंत चटर्जी है और जैसा कि आप याद करते हैं कि हम आज की दुनिया में प्रबंध सेवाओं के संदर्भ में रणनीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं पिछले सत्र में हमने जो चर्चा की थी उसे संक्षेप में बताने के लिए एक रणनीतिक योजना एक प्रकार का मानचित्र है मानचित्र रूपक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे नक्शा रूपक हमें बताता है कि हम बिंदु A से बिंदु B पर जा रहे हैं और हमने चर्चा की है कि यह बदल रहा है इसलिए यह बदल रहा है इसलिए इस मार्ग को बदलने की आवश्यकता है इसलिए नक्शे की तरह ही एक मानचित्र में हम विभिन्न बिंदुओं को विभिन्न तरीकों से जोड़कर देखते हैं इसलिए यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम एक लचीले दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहे हैं जैसे ही हम स्थिति विकसित करते हैं और इसलिए यह जानने के लिए कि संगठन कहां है यह आज कहां है और कहां जा रहा है इसलिए हमने इस बारे में चर्चा की इसका विश्लेषण क्या है और क्या हो सकता है यह संक्षेप में है रणनीतिक विश्लेषण रणनीतिक सोच क्या है इस बारे में सबकुछ और आपकी रणनीतिक योजना कहेगी कि अंततः वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रबंधकीय कार्रवाई चार्टर है और हमने पिछले सत्र में चर्चा की कि प्राथमिकता के संदर्भ में यह वांछित परिणाम पहले खुशी के कारकों को बढ़ाने के लिए है वर्तमान ग्राहकों के लिए खुशहाल कारकों को बढ़ाने और नए ग्राहकों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान ग्राहकों को चुनने के लिए है इसलिए आपकी रणनीति योजना उन प्रक्रियाओं इन हाइलाइट की गई प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान करनी चाहिए और हमने विशेष कार्य वक्तव्य मिशन स्टेटमेंट के बारे में बात की और हमने यह भी कहा कि प्रदर्शन के उद्देश्य वित्तीय संख्याएं होनी चाहिए लेकिन यह कि प्रसन्नता बढ़ाने के लिए गुणात्मक रणनीतिक योजनाओं के साथ मुआवजा दिया जाना चाहिए वर्तमान ग्राहकों के लिए और उन्हें भविष्य के ग्राहकों के लिए चुनने के लिए अब इसे फिर से एक और अलग तरीके से देखा जा सकता है जाहिर है एक रणनीति नियोजन के बजाय करने की अधिक है वास्तव में संगठन के प्रत्येक स्तर पर मजबूत निष्पादन के साथ एक खराब योजना एक शानदार योजना शानदार सोच लेकिन खराब निष्पादन की तुलना में सफलता की अधिक संभावना होगी इसलिए निष्पादन बहुत महत्वपूर्ण है और निष्पादन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन के सभी लोगों को एक ही पृष्ठ पर होना चाहिए तो जिसका अर्थ है कि सूत्रीकरण चरण से सही न केवल आपके कर्मचारी बल्कि आपके ग्राहक भी उस सूत्रीकरण का हिस्सा होने चाहिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कई संगठनों द्वारा किया जाता है लेकिन जो संगठन अक्सर ऐसा करने के लिए भूल जाते हैं कि जैसे जैसे परिस्थितियां सुधारात्मक जांच कार्रवाई करती हैं वे अक्सर ग्राहकों या कर्मचारियों को शामिल करना भूल जाते हैं इसलिए वर्ष की गतिशीलता में जैसा कि यह रोल आउट होता है कभी कभी लोग वंशानुगत होते हैं इसलिए रणनीति के विकास के संबंध में सभी विभागों और प्रमुख ग्राहकों का तादात्म्यीकरण सिंक्रनाइज़ेशन बहुत महत्वपूर्ण है अब इसे सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए हमें यह भी जानना होगा कि ये दोनों कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं हम अरविंद आई केयर के संदर्भ में इस पर चर्चा करते हैं कि वे वास्तव में ऐसे लोगों को कैसे नियुक्त करते हैं जो न केवल सक्षम हैं बल्कि उनसे प्रेरित भी हैं संगठन के सुपर ऑर्डिनेट लक्ष्य के द्वारा मिशन जो कि आर्थिक पिरामिड के निचले भाग में लोगों को न्यूनतम संभव लागत पर सेवा देना है इस तरह के बुलंद लक्ष्यों को साझा किया जाना चाहिए और आपको ऐसे लोगों को भर्ती करना चाहिए जो इस प्रकार के लक्ष्यों का जवाब देने के लिए हैं जो मस्लो की जरूरतों के पदानुक्रम को समझकर और ऐसे लोगों की पहचान करके किए जा सकते हैं जो उच्च स्तर की जरूरतों से प्रेरित हैं और आपकी प्रोत्साहन संरचना आपकी क्षतिपूर्ति संरचना पूरे मानव संसाधन प्रबंधन ढांचे को भी तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे आपकी विकसित रणनीति के अनुरूप हों और यह बाद में आता है इस मुआवजे प्रोत्साहन पुरस्कार सजा वास्तव में बहुत अधिक नहीं है संघर्षण होगा लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक सेवा व्यवसाय में सामान्य रूप से ध्यान को इस तरह से संभाला जाना चाहिए कि यह संगठन के मूल को परेशान न करे लोग उच्च गति या अलग अलग खोज या अलग अलग करियर के लिए छोड़ सकते हैं लेकिन एक सामान्य प्रवाह में नदी की तरह न तो बाढ़ होगी और न ही सूखा होगा कि सामान्य प्रवाह रखरखाव बहुत महत्वपूर्ण है इसका मतलब है कि हमेशा ग्राहकों के साथ लक्ष्यों के अनुरूप और कर्मचारियों का मुख्य दल होना चाहिए जो अक्सर आपकी संगठनात्मक संस्कृति पर अच्छा ध्यान देकर सुनिश्चित किया जा सकता है जो ग्राहक उन्मुख होना चाहिए जो बाजार उन्मुख होना चाहिए और ये वह अवधारणाएं हैं कि ग्राहक केंद्रितता ग्राहक अभिविन्यास क्या है आपके संगठन को बाजार उन्मुख बनाने या रणनीतिक अभिविन्यास के सभी हिस्से का क्या मतलब है हमने इनमें से कई मुद्दों पर चर्चा की है कि पहले सत्रों में ग्राहक उन्मुख होने का क्या मतलब है इससे पहले के सत्र में बाजार उन्मुख होने का क्या मतलब है जब हमने विभाजन लक्ष्यीकरण स्थिति के बारे में चर्चा की थी लेकिन हम इन मुद्दों पर वापस आएँगे कि कैसे लगातार बाजार उन्मुख ग्राहक उन्मुख बने रहें कैसे ग्राहक खुश वर्तमान ग्राहकों को खुश रखने उन्हें सहने और इतने पर बढ़ाने पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाए लेकिन इससे पहले कि मैं अगले खंड में आगे बढ़ूं मुझे सामरिक संदर्भ में याद रखने के लिए एक विशेष बिंदु को उजागर करना चाहिए जो हमें आज सफलता दिलाता है हो सकता है कि वह कल की सफलता का साधन न हो यदि आपको एक हथोड़े की आदत है तो आप कीलो के रूप में सभी समस्याओं को चुनना शुरू कर देंगे जो सभी उपयुक्त दृष्टिकोण पर नहीं हो सकता है या आप कुछ अन्य बहुत महत्वपूर्ण समस्याओं की उपेक्षा कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में हथौड़ा है और आप देख रहे हैं कील जिसका अर्थ है कि आपको लचीला रहना चाहिए आपके पास एक रणनीतिक टूलबॉक्स होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि कब क्या उपयोग करना है आपके सामने पोल स्टार के साथ जो वर्तमान ग्राहक की खुशी को लगातार बढ़ा रहा है वर्तमान ग्राहक को लगातार सह पसंद कर रहा है क्योंकि आप अपने बाजार के पदचिह्न का विस्तार करते हैं तो हर बार एक समस्या है ताकि आप इस हथौड़ा और कील प्रतिमान या ग्राहक के साथ जाल की जांच में न पड़ें अपने कर्मचारियों के साथ जांच करें अपनी फ्रंट लाइन से जांचें लोग हमेशा ग्राहकों के संपर्क में रहें तो सेवा व्यवसाय अग्रणी लाइन और ग्राहक अंतराफलक सभी स्पर्श बिंदु एक रणनीतिक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं इसलिए सामान के लिए या सामान की सोच के लिए एक विनिर्माण संगठन में आप शीर्ष मंजिल और दुकान के फर्श के बारे में अलग अलग अलग अलग शीर्ष मंजिल और दुकान के फर्श के बारे में सोच सकते हैं लेकिन सेवा व्यवसाय में आपको इसे आगे की पंक्ति से पीछे की ओर एक सतत प्रवाह के रूप में देखना चाहिए और बंद लूप ऑपरेशन के रूप में लूप के रूप में आगे बढ़ना चाहिए यही सब सिस्टम सोच है और यही आपकी सेवा रणनीति सोच का मूल होना चाहिए बेशक जैसा कि रणनीति रोल आउट करती है आपको लगातार प्रदर्शनों का मूल्यांकन करना होगा स्थिति की निगरानी करना होगा इसलिए यदि आपका विचार हमारे मानक बंद लूप नियंत्रण प्रणाली दृष्टिकोण के संदर्भ में है इसका मतलब है आपके पास एक इनपुट है और यहां आपके पास वास्तव में एक सेट अंशांकन हो सकता है तो यह आपकी तरह की रणनीति है विभिन्न प्रकार के इनपुट हैं आपके पास संगठनात्मक प्रक्रिया है जो ग्राहकों को आउटपुट के लिए अग्रणी है यह ग्राहक का सामना करने वाली साइट है जो आपका आउटपुट है इसलिए एक सेवा व्यवसाय में यह हिस्सा जहां सेवा उत्पन्न और वितरित की जाती है और आपको याद है कि सेवा में अक्सर वे अविभाज्य हैं यह हिस्सा स्पर्श बिंदु और इनपुट सेट करने की रणनीति वे सभी जुड़े रहना चाहिए इसलिए इनपुट सिग्नल को लगातार आपके फ्रंट लाइन और आपके ग्राहकों से वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के साथ पुनर्गणना होना चाहिए इसलिए स्थिति की इस निगरानी को वास्तविक समय होना चाहिए न कि आवधिक और इन दिनों सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अच्छे उपयोग के साथ आपके ईआरपी आदि जैसे सभी सिस्टम आपको एक दैनिक लगभग प्रति घंटा बदलती स्थिति की लगभग तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त सूची के संबंध में ग्राहकों की प्रतिक्रिया के संबंध में बाज़ार में समस्याओं के संबंध में शिकायतों के संबंध में और इसी तरह की अनुमति देंगे इसलिए इस क्षमता को मैं संशोधित नहीं कहूंगा लेकिन मैं कहूंगा कि रणनीति के कार्यान्वयन के लिए एक लचीला दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है और लचीला का मतलब यह नहीं है कि आप हर दूसरे दिन बदलते हैं लचीले का अर्थ है कि अपने वर्तमान ग्राहकों को प्रसन्न करने का ध्रुव तारा आपके सामने रखना हमेशा उस सुपर ऑर्डिनल लक्ष्य के संबंध में विकसित स्थिति का परीक्षण करें और देखें कि पाठ्यक्रम सुधार के लिए क्या करने की आवश्यकता है जब हम कुछ निर्दिष्ट उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं तो इस तरह के दार्शनिक वैचारिक प्रक्रिया स्पष्ट हो जाएगी अब हम जिन चीजों को करते हैं उनमें से एक है और यह बहुत ही सरल तरीका है लेकिन काफी शक्तिशाली है जिसे हम एक स्थिति विश्लेषण कहते हैं तो हम बाहरी वातावरण का विश्लेषण करते हैं जैसे हम चीजों का विश्लेषण करते हैं प्रतियोगियों के साथ क्या हो रहा है किस तरह की प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही हैं मौसम इस उद्योग से पता चलता है कि शेष आकर्षक या वैकल्पिक उद्योग विकसित हो रहा है इसलिए चाहे व्यक्तिगत मीडिया या सोशल मीडिया की तरह एक मजबूत उभरती हुई ताकत हो जो लगातार व्यावसायिक मीडिया को चुनौती दे रही हो इसलिए सोशल मीडिया पर्सनल मीडिया और एक वाणिज्यिक मीडिया के बीच यह द्वंद्ववाद लगातार संभावनाओं को पैदा करने वाली दिशा बदल रहा है और वे सभी अलग अलग आर्थिक कारक हैं जो आपकी स्थिति के विश्लेषण का हिस्सा हैं तो इसके साथ आप इसे विकसित कर सकते हैं यह आप शीर्ष पर जानते हैं जैसा कि यह लिखा गया है इसे SWOT ताकत कमजोरी अवसर और धमकी कहा जाता है इस सप्ताह में से और उस TOWS संरचना को विकसित करने के लिए जिसे आप TOWS संरचना के नाम से जानते हैं इसका मतलब है आप बाहरी कारकों जैसे खतरों और अवसरों को इस तरफ और कमजोरियों पर डालते हैं और इस साइट पर मजबूत होते हैं और 2 x 2 संरचना एक उत्कृष्ट उपकरण सरल है लेकिन यह समझने के लिए बहुत उपयोगी उपकरण कि नए उभरते अवसर क्या हैं जो वर्तमान में आपके लिए सुलभ नहीं हैं या वर्तमान में आपके द्वारा अच्छी तरह से लाभ नहीं उठाया जा रहा है आपकी कमजोरियों के कारण और आप बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं क्योंकि आप मजबूत हैं उन में और इसी तरह जो खतरे हैं वे आपकी कमजोरियों से और जटिल हैं और वे कौन से खतरे हैं जिनका आप अपनी ताकत के जरिए जवाब दे सकते हैं इसलिए जाहिर है यह एक ऐसी स्थिति है जिसे लगातार मजबूत बनाए रखना चाहिए ताकि संवर्धित और इसी तरह आगे बढ़ सके और यह वह जगह है जहां हमें पूरक करने के लिए ताकत का उपयोग करना पड़ता है कमजोरी होती है इसलिए जब आप असाइनमेंट में संलग्न होते हैं तो हमने पिछले सप्ताह के आखिरी सत्र में चर्चा की थी जब इस डब्बावालों को देखेंगे और मैंने आपसे उन दो पृष्ठों को भरने का अनुरोध किया था जहां डब्बावाले अब से 5 साल अब से 3 साल बाद जा सकते हैं और उन्हें सोशल मीडिया स्मार्टफ़ोन आधारित फ़ूड ऑर्डरिंग सिस्टम जैसी उभरती परिस्थितियों का जवाब देने के लिए क्या करने की ज़रूरत है अगर लोग डोमेन पर आने वाले फूड पांडा को पसंद करते हैं तो वे क्या करेंगे और वे उस व्यवसाय मॉडल का सह चयन करते हैं जिसे वे आपके घर से सामान वितरित कर सकते हैं और उस सामान के साथ मिला सकते हैं जो विक्रेताओं में से एक से आ सकता है नेटवर्क के इस अवरोधन ने कई अन्य व्यवसायों को बाधित कर दिया है जो इस खाद्य वितरण व्यवसाय में हो सकता है प्रसिद्ध बॉम्बे डब्बावाला और अब वे ऐसा क्या कर सकते हैं जिन दो पृष्ठों को मैंने आपको अपने असाइनमेंट के रूप में भरने के लिए अनुरोध किया था अब आप इस विशेष 2 का उपयोग करके बेहतर कर सकते हैं 2 मैट्रिक्स 2 TOWS मैट्रिक्स यह प्रक्रिया सबसे रणनीतिक स्थितियों पर लागू की जा सकती है और हमें एक अच्छी सामरिक योजना के विकास के लिए उत्कृष्ट संकेतक भी दे सकते हैं इसलिए इसके साथ मैं आज का सत्र समाप्त करूंगा और हम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा के साथ जारी रख सकते हैं जो आपको TOWS मैट्रिक्स के साथ अपने काम की तारीफ करने में मदद करेगी